सभी को नमस्कार इस सप्ताह में हमने शिफ्ट रजिस्टर पर चर्चा शुरू की है तो पिछली कक्षा में हमने पैरेलल इन पैरेलल आउट और सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर देखा तो आज की कक्षा में हम सीरियल इन पैरेलल आउट SIPO और पैरेलल इन सीरियल आउट PISO देखेंगे उनका उपयोग कैसे किया जाता है और वे कैसे दिखते हैं और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी देखेंगे तो यह है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं तो हम एक प्रैक्टिकल Parctical व्यावहारिक सर्किट के साथ शुरू करते हैं जो आईसी पैकेज में उपयोग किया जाता है आईसी 74164 जो एक सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है जिसका अर्थ है रजिस्टर रजिस्टर जैसा कि मैंने कहा था कि फ्लिप फ्लॉप्स का एक ग्रुप है जो बाइनरी इनफार्मेशन Binary Information द्विआधारी जानकारी को स्टोर Store संग्रहीत करता है जिसे आपने पहले देखा है और यदि यह एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे में शिफ्ट करने के विकल्प का उपयोग करता है जहां एक का इनपुट एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट के रूप में दिया जाता है तो यह है शिफ्ट रजिस्टर का ऑपरेशन तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो यह एक 14 पिन पैकेज है तो आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्लिप फ्लॉप मिले हैं तो 8 सीरियल इन पैरेलल आउट में तो यह क्यूए से क्यूएच ए बी सी डी ई एफ जी एच A B C D E F G H आठ आउटपुट हैं तो आप इसे कई बार रीड कर सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं क्योंकि यह डिसट्रक्टिव रीडिंग की तरह नहीं है जहां सीरियल आउट सीरियल आउट के माध्यम से रीड करते हैं और ये है लेकिन डेटा सीरियल इनपुट के माध्यम से राइट किया जाता है तो एक में आप देखते हैं कि ये दो इनपुट हैं तो उनमें से एक को आप एक कण्ट्रोल इनपुट बी कह सकते हैं तो इसमें यह लो है तो यह इनपुट यहां हमेशा लो रहेगा तो एस इनपुट हमेशा लो रहेगा और आर हमेशा आर का उलटा होता है तो यह वह तरीका है जिससे हम आमतौर पर डाटा को स्टोर करते हैं प्रभावी रूप से यह एक डी फ्लिप फ्लॉप है यह उनमें से दो एसआर फ्लिप फ्लॉप हैं हमें अतिरिक्त इनवर्टर की आवश्यकता नहीं है इसे डी में परिवर्तित करने के लिए क्योंकि हम सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आंतरिक रूप से और हम शिफ्ट रजिस्टर का काम प्राप्त कर सकते हैं तो ए पर जहां बी 1 है कण्ट्रोल इनपुट 1 है तो ए की जो भी वैल्यू है जो डाटा आप रजिस्टरों में डालना चाहते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप Group समूह हैं वो ए के माध्यम से पारित हो जाएंगे और क्लॉक ट्रिगर के माध्यम से उन फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा और यह ए और बी अपनी भूमिका को बदल सकते हैं एक कंट्रोल इनपुट बन सकता है दूसरा डाटा इनपुट बन सकता है और हमें असिंक्रोनस रीसेट मिला है जो एक्टिव लो है और सभी के लिए कॉमन है हम कहेंगे कि यह कैसे काम करता है और सभी के लिए एक कॉमन क्लॉक भी है तो यह सर्किट ऐसे काम करता है और अब आप समझ सकते हैं कि जब यह सीरियल इन है उनमें से एक के माध्यम से आप डाटा रीड कर सकते हैं पैरेलल डाटा आउटपुट के अलावा QH के माध्यम से क्योंकि यह सीरियल डाटा आउट के रूप में भी है क्यूंकि अंदर से यह एक शिफ्ट रजिस्टर के रूप में जुड़ा हुआ है एक से दुसरे में जा रहा है तो यदि आप क्लॉक को ट्रिगर करते हैं तो जो भी QH है वह तुरंत उपलब्ध हो जाएगा इसके बाद QG यहां उपलब्ध हो जाएगा एक और क्लॉक के बाद QF यहां उपलब्ध होगा एक और क्लॉक के बाद QE यहां पर उपलब्ध होगा तो इस तरह से भी आप उन सभी को रीड कर सकते हैं क्लॉक को ट्रिगर करके लेकिन इसके लिए अधिक संख्या में क्लॉक की आवश्यकता होगी और आपके पास पहले से ही पैरेलल रीडिंग का विकल्प हैं लेकिन यह जानने के लिए कि इसे सीरियली रीड करना संभव है QH के माध्यम से तो हम देखते हैं कि सीरियल इन और असिंक्रोनस रीसेट इस आईसी में कैसे काम करते हैं इसलिए हमने यहां एक उदाहरण दिया है तो जब भी यह असिंक्रोनस रीसेट होता है तो जब भी आप क्लियर दे रहे हैं तो यह सभी रीसेट हो जाते हैं तो यहाँ क्लॉक ट्रिग्गरिंग शुरू होते ही और क्लॉक की हर पॉजिटिव एज पर हर पॉजिटिव एज पर आप ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं यह पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और आप सर्किट से भी देख सकते हैं कि यह पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो क्लॉक की हर पॉजिटिव एज पर एक ट्रिगर होता है लेकिन आप जानते हैं कि जब तक बी 0 है हम बी को एक कण्ट्रोल इनपुट के रूप में मानते हैं भले ही ए हाई है यह आउटपुट पर नहीं आएगा तो इस पॉजिटिव एज पर जो भी वैल्यू है वह वही रहेगी ताकि उसमे कोई बदलाव न हो जब बी हाई हो जाता है तो कंट्रोल इनपुट हाई हो जाता है तो ए में जो भी बदलाव होता है वह एक के बाद एक सीरियली फ्लिप फ्लॉप पर जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि यह एक पॉजिटिव एज है और जब आप जानते हैं कि क्लॉक आने के बाद कण्ट्रोल इनपुट B हाई हो गया है और इस एज पर उस समय यहाँ पर A की वैल्यू 0 है इसलिए QA को 0 मिलेगा तो इसे 0 मिलेगा तो अगली क्लॉक ट्रिगर इस क्लॉक ट्रिगर से पहले A 0 है इसलिए QA को 0 मिलेगा और इस क्लॉक ट्रिगर से पहले आप देखते हैं कि वैल्यू 1 है तो अब उस क्लॉक ट्रिगर के बाद QA 1 बन गया है तो इसी तरह यहाँ पर यह 1 हो जाता है और क्लॉक ट्रिगर से ठीक पहले आप देखते हैं कि यह 0 हो गया है इसलिए यह 0 हो जाता है क्लॉक ट्रिगर से पहले यह 1 है और उसके बाद यह सब 0 है इसलिए सभी 0 हैं तो यह ऐसा दिखेगा जब तक रीसेट आता है अन्यथा यह 0 है रीसेट आता है असिंक्रोनस रीसेट इसे तुरंत 0 कर देगा चाहे क्लॉक ट्रिगर कभी भी आये आप देख सकते हैं क्लॉक ट्रिगर यहाँ पर आता है यह यहाँ फिर से आया था लेकिन यह तुरंत 0 हो जाएगा यह प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन हम इसे अन्य मामलों में भी देखेंगे अब QB का क्या होगा तो क्यूए को क्यू का आउटपुट दिया जाता है आप जानते हैं A को B के इनपुट के रूप में दिया जाता है तो यह 1 यहाँ तक यह 0 है 0 तो 1 यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर आएगा 0 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा तो इस तरह से यह आगे बढ़ेगा और अंत में आप देख सकते हैं कि यह QE के लिए 1101 है और इसके बाद Q F इस तरह से 1100 हो जाता है और यह 1 1 हो जाता है और यह 0 और 1 हो सकता था जब तक कि यह असिंक्रोनस रीसेट नहीं था रीसेट वहाँ था और इसी तरह इसके लिए तो जब भी यह असिंक्रोनस रीसेट होता है तो सभी 0 हो जाते हैं उसके बाद जब एक क्लॉक ट्रिगर इस तरह से आती है तो रीसेट स्थानांतरित हो गया है जब तक यह रीसेट रहता है यह लाइन 0 पर रहेगी जब रीसेट यहाँ से हट गया है तो यह इनएक्टिव हो जाता है यह हाई हो गया है तो अगली क्लॉक ट्रिगर यहाँ है तो इस क्लॉक ट्रिगर पर इस क्लॉक ट्रिगर पर सभी इनपुट 0 हैं इसलिए आउटपुट भी 0 हैं तो ऐसे सीरियल डाटा इन आता है और आउटपुट आप QA से QH तक पैरेलल रूप से सीधे रीड कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल में भी इसका उल्लेख इस तरह किया गया है जैसे कि Qxn जो भी वैल्यू है तो QB QA की पिछली वैल्यू को क्लॉक ट्रिगर के साथ लेता है QH QG की पिछली वैल्यू को लेता है जो भी वैल्यू थी पिछली ट्रिगर से पहले तो इस तरह से यह ट्रुथ टेबल पढ़ा जाता है और और उसका टाइमिंग डायग्राम इस तरीके से दिखाई देगा और आप यह भी समझेंगे कि असिंक्रोनस रीसेट कैसे काम करता है अब हम दूसरी किस्म पैरेलल इन सीरियल आउट देखते हैं तो फिर से हम एक वास्तविक सर्किट प्रैक्टिकल सर्किट लेते हैं जो कि उपयोग में है आईसी 74166 तो इस में आप जो देखते हैं वह थोड़ा काम्प्लेक्स Complexजटिल लगता है धीरे धीरे हम अधिक काम्प्लेक्स Complex जटिल सर्किट देखेंगे पहला पैरेलल इन पैरेलल आउट है लेकिन फिर आप इसमें देखते हैं कि यह आपको अतिरिक्त कण्ट्रोल ऑपरेशन देता है तो यह क्या है तो यह ब्लॉक यदि आप इसे देखते हैं तो यहाँ एक इन्वर्टर है और वहाँ पर इन्वर्टर है तो यदि आप उन्हें मूल रूप से एक साथ रखते हैं तो यह एक SOP रियलाईजेशन है तो ये SOP रियलाईजेशन आप इसे एसए के लिए देखते हैं तो यहाँ शिफ्ट है और यह सीरियल इन के साथ एंड हो रहा है यह आपका सीरियल इन है तो यहाँ शिफ्ट सीरियल इन के साथ एंड इस शिफ्ट पर विचार करें इसके लोड के बारे में अभी भूल जाएं और फिर शिफ्ट प्राइम तो यह यहाँ पर आ रहा है इन्वर्टर पर और ए के साथ एंड हो रहा है SA ShiftSerialin Shift'A जब एक क्लॉक ट्रिगर आती है जब एक क्लॉक ट्रिगर एस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर यहाँ आती है यहाँ SR फ्लिप फ्लॉप पर और R सिर्फ S का इन्वर्ट है यदि शिफ्ट 1 के बराबर है सीरियल इन SA के इनपुट के रूप में जाएगा और यदि शिफ्ट 0 के बराबर है तो 0 बार 1 के बराबर है तो A SA के इनपुट के रूप में जाएगा यह हिस्सा आप समझ लें तो इसका मतलब है कि क्लॉक ट्रिगर के साथ शिफ्ट 1 के बराबर है सीरियल इन यहां आता हैं और शिफ्ट 0 के बराबर है तो ए लोड हो जाएगा अब फ्लिप फ्लॉप बी पर आते हैं तो यह एसबी है तो इसके इनपुट पर क्या हो रहा है जब भी यह शिफ्ट 1 है तो यह शिफ्ट 1 के बराबर है तो QA आ रहा है QA SA के इनपुट पर आ रहा है और जब शिफ्ट 0 के बराबर है B SA के इनपुट पर आ रहा है SB ShiftQA Shift'B तो इसका क्या मतलब है जो कुछ भी क्यूए का आउटपुट था वह क्लॉक ट्रिगर के बाद क्यूबी का आउटपुट बन जाता है तो यह शिफ्ट हो रहा है A की वैल्यू B में शिफ्ट हो रही है फ्लिप फ्लॉप A की वैल्यू फ्लिप फ्लॉप B में शिफ्ट हो रही है और यदि शिफ्ट 0 के बराबर है तो यह पैरेलल इन द्वारा लोड हो रहा है इसमें वही है जो B में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह पैरेलल इन सीरियल आउट है -सीरियल आउट आ रहा है आप अंत में क्यूएच से ले रहे हैं तो आप इसे पैरेलल इन में डाल सकते हैं बस आप इसे लोड करने के लिए इस इनपुट कंट्रोल इनपुट को 0 करके और फिर इसे रीड करने के लिए क्योंकि कोई पैरेलल आउट उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहाँ 8 फ्लिप फ्लॉप हैं तो आपको आठ और आउटपुट पिन की आवश्यकता होगी जो यहाँ नहीं है तो आपको इसे यहां से रीड करना होगा क्लॉक को ट्रिगर करके जो अपने आप में डिसट्रक्टिव Destructive विनाशकारी है लेकिन अगर आपके पास एक फीडबैक और अन्य तंत्र है जिसे हमने पहले साझा किया था तो यह नॉन डिसट्रक्टिव Non Destructive गैर विनाशकारी रीडिंग होगा आप समझते हैं कि यह कैसे काम करता है SH ShiftQG Shift'H अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या है तो हमने चार तरह के रजिस्टर देखे पैरेलल इन पैरेलल आउट तो यह एक है फिर पिछली कक्षा में सीरियल इन सीरियल आउट और आज हमने सीरियल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में आपके पास ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से जब आप इन सभी विकल्पों को उपलब्ध करते हैं तो समझौता बिट्स की संख्या में होगा जिन्हें आप किसी विशेष पैकेज के भीतर संभाल सकते हैं तो यह इसका एक और हिस्सा है लेकिन अगर आपको एक बहुमुखी डिवाइस की आवश्यकता होती है जो कई तरह के अलग ऑपरेशन जैसे शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट और उन सभी चीजों को कर सकता है तो इस संबंध में आपको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर Universal Shift Register सार्वभौमिक शिफ्ट रजिस्टर याद करने की आवश्यकता है जो दोनों लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करता है तो इसका मतलब है कि डाटा में एक लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है इसका मतलब है अगर यह ए बी सी डी है तो यह फ्लिप फ्लॉप आयोजित करने का तरीका है तो डाटा क्यूडी पर आ सकता है फिर क्यूसी क्यूबी और क्यूए इस तरह से इसे क्लॉक के साथ शिफ्ट किया जा सकता है या यह राइट शिफ्ट हो सकता है जहां डाटा क्यूए में आ रहा है और फिर क्यूए क्यूबी में जाता है फिर क्यूसी और क्यूडी तो यह बाईडायरेक्शनल Bidirectional द्विदिश शिफ्ट है जो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में संभव है तो आइए हम फिर से एक प्रैक्टिकल Practical व्यावहारिक सर्किट देखते हैं जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि यह कैसे काम करता है और हम अंदर के सर्किट को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह IC 74194 है इसमें दो कंट्रोल इनपुट S1 और S0 हैं पहले की तरह एक नहीं पहले शिफ्ट लोड केवल एक कंट्रोल इनपुट था तो इन दो कंट्रोल इनपुट से 4 संभव विकल्प बन जाते हैं 00 01 10 और 11 तो 00 के लिए हम एक निश्चित ऑपरेशन की उम्मीद करते हैं 01 किसी और के लिए और 10 और 11 और यह इस ट्रुथ टेबल में दिखाया गया है तो हमारे पास अगली स्लाइड में इसके बारे में अधिक कॉम्पैक्ट और आसानी से समझने वाला संस्करण होगा जिसकी मैं जल्द ही चर्चा करूंगा तो और क्या है तो पैरेलल इन और पैरेलल आउट आप देख सकते हैं कि यह पैरेलल आउट है क्योंकि उस विकल्प को भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है यह यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है जो सभी संभव चीजों को प्रदान करता है फिर शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट और शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट दोनों होने चाहिए ताकि बाईडायरेक्शनल Bidirectional द्विदिश शिफ्ट हो सके और इसके अलावा आपको क्लॉक और एसिंक्रोनस रीसेट मिला है जो एक्टिव लो क्लियर है और निश्चित रूप से Vcc और ग्राउंड और यह 16 पिन पैकेज है तो हम सर्किट को देखते हैं और ट्रुथ टेबल कॉम्पैक्ट तरीके से कैसा दिखता है तो S1 S0 00 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा का मतलब है कि जो भी वैल्यू है वही रहेगी यदि 01 है तो यह राइट शिफ्ट होगा 10 तो यह लेफ्ट शिफ्ट होगा और 11 तो पैरेलल लोड क्योंकि पैरेलल -इन यह संभव है और पैरेलल आउट हमेशा होता है क्योंकि आप देख रहे हैं क्यूए क्यूबी क्यूसी क्यूडी आउटपुट यहाँ हैं तो यह वह तरीका है जिससे कण्ट्रोल इनपुट सर्किट में काम करते हैं तो हम इस सर्किट को देखते हैं सभी 4 बिट्स नहीं दिखाए गए हैं दो दिखाए गए हैं लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पहले किया था एक और शिफ्ट रजिस्टर के लिए एक आईसी यदि आप इस आउटपुट को देखते हैं तो यह आपका NOR है वहाँ एक बबल है वहाँ एक बबल है तो प्रभावी ढंग से यह एक AND OR SOP रियलाईजेशन है जिसे आप जानते हैं जिसे आप यहाँ देखते हैं और यदि आप इसे बूलियन इक्वेशन के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं A के लिए तो यह आपका क्यूए है तो यह फ्लिप फ्लॉप ए है SA S1'S0'QA S1'S0SRSER S1S0'QB S1S0A तो यह ऐसा दिखेगा तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो S1 प्राइम S1' S0 प्राइम S0' तो S1 यहाँ है तो यह S1 प्राइम है S1' यह लाइन S1 प्राइम S1' और S0 प्राइम है तो यह लाइन S0 प्राइम है और यह QA है तो यह S1 S0 प्राइम है यह S1 प्राइम है और यह आपका QA है ये तीन इनपुट हैं तो यह वही है जिसे आप AND के आउटपुट के रूप में देखते हैं जो कि बाकी इनपुट्स के साथ OR है इसी तरह S1 प्राइम और S0 आप देख सकते हैं यह आपका S1 प्राइम है जिसे आप देख सकते हैं और S0 यहाँ पर दो इनवर्टर हैं तो यह आपका S0 है और यह सीरियल इन के साथ एंड हो रहा है शिफ्ट राइट सीरियल इन और फिर S1 1 है और S0 0 है S0 0 है तो यह ऐसा मामला है की S1 1 है S0 0 है यह मामला है ये दो बिंदु जो यहाँ पर नीचे की ओर आ रहे हैं यह एंड गेट हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें इनपुट पिछले स्टेज Stage चरण से आ रहा है तो यह QA है तो इसकी पिछली स्टेज QB है तो यह QB से आ रहा है और अंत में यहाँ S1 और S0 दोनों 1 हैं तो यह मामला है और यह एंड गेट है तो इस मामले में A यहाँ आ रहा है तो यदि यह SA के लिए हो रहा है तो SD के लिए आप जानते हैं आप देख सकते हैं कि पहला अपने आप लोड हो रहा है इसका मतलब यह है कि इसकी पिछली वैल्यू को लोड किया गया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है तो S1 और S0 दोनों 00 हैं दूसरा मामला शिफ्ट राइट है SD S1'S0'QD S1'S0QC S1S0'SLSER S1S0D तो पहले यह इस मामले में सीरियल इन था यह क्यूसी होगा आप को पता है यह यहाँ से आ रहा है यह राइट शिफ्ट है तो QC इसका इनपुट होगा और S1 1 के लिए और S0 0 है यह यहाँ QB था तो यह लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है तो यह QB से QA पर आ रहा था अब कोई दूसरा फ्लिप फ्लॉप नहीं है इसके बाद मूल रूप से तब आपको सीरियल डाटा पर विचार करना होगा जो लेफ्ट शिफ्ट के लिए आईसी में एक इनपुट था तो यह वही है जो यहां जुड़ा हुआ है और अंत में जब दोनों 1 हैं डी सीधे लोड हो रहा है पैरेलल लोड हो रहा है तो यह बाकी मामलों में दोहराया गया है उचित वैल्यू के साथ अन्य चीजें समान हैं और यह असिंक्रोनस क्लियर है और आप जानते हैं और क्लॉक उन सभी के लिए कॉमन है तो अब हम समझते हैं कि यह यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करता है लेकिन एक आईसी जिसे अक्सर लैब में उपयोग किया जाता है वह आईसी 7495 या 7495A है और यह एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर नहीं है यदि आप इसके अंदर बनी हुई चीजों को देखते हैं लेकिन हम इसे एक्सटर्नल External बाहरी कनेक्शन के द्वारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम करने लायक बना सकते हैं चूंकि यह अक्सर लैब Lab प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है और इसलिए मैंने इसे लिया है इसे चर्चा का विषय माना है तो आइए देखें कि यह वास्तव में कैसा दिखता है तो यह एक 14 पिन आईसी है तो आप जानते हैं चार बिट की जानकारी स्टोर Store संग्रहीत की जा सकती है तो ए बी सी डी पैरेलल इन है और क्यूए क्यूबी क्यूसी क्यूडी पैरेलल आउटपुट हैं जो आप देख सकते हैं और यहां आपको एक कण्ट्रोल इनपुट मोड कण्ट्रोल मिला है तो जब मोड 1 के बराबर होता है तो यह पैरेलल लोड होता है और जब मोड 0 के बराबर होता है तो यह राइट शिफ्ट होता है यह राइट शिफ्ट होता है तो यह वह तरीका है जिससे इसे बनाया गया है और आप दो क्लॉक देख सकते हैं एक क्लॉक राइट शिफ्ट के लिए है और दूसरी क्लॉक यहां आप देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ब्रैकेट Bracket कोष्ठक में लोड लिखा हुआ है तो दूसरी क्लॉक वास्तव में इस पैरेलल लोड के लिए उपयोग की जाती है जिसे लेफ्ट शिफ्ट का काम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह लेफ्ट शिफ्ट जो इसमें बना हुआ नहीं है हम देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जा सकता है तो यह मूल रूप से क्या है और अब हम सर्किट को देखते हैं तो यह फिर से SR फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया है और यह मोड कण्ट्रोल है यह सीरियल इनपुट है और यदि आप यहां उनमें से केवल एक को देखते हैं तो जब मोड 1 के बराबर है तो 1 यहाँ आता है तो यह 1 है यह 1 है यह 0 है तो एक और इन्वर्टर है इसलिए यह 1 है तो यह विभाजन यह एंड गेट अब एक्टिव Active सक्रिय है दूसरा एंड गेट के लिए इनपुट 0 होगा तो यह 0 होगा तो यह फिर से एक एसओपी तरह की चीज है इन दो बबल्स की वजह से दो नॉट गेट हैं तो यह AND OR SOP रियलाईजेशन तो इस समय यह 1 है और डी तो डी इनपुट के रूप में आता है तो यह पैरेलल लोड है जो हो रहा है और अन्य मामले के लिए जब आपका मोड 0 के बराबर है मोड 0 के बराबर है तो आप देख सकते हैं कि यह 1 है और यह 0 है तो यह एंड गेट है इसका आउटपुट 0 होगा और यह एंड गेट है दूसरा एंड गेट इसे यहाँ से लिया गया है इस इन्वर्टर आउटपुट से तो यह 1 है और फिर उस समय QC यहाँ आ रहा है तो यह QC है तो क्यूसी यहाँ पर होगा तो क्यूसी आउटपुट क्यूडी पर जाएगा तो मूल रूप से यह क्यूसी क्यूडी पर जा रहा है तो इसी तरह यदि आप दूसरों को देखते हैं तो QB क्यूसी पर क्यूए QB पर जाएगा और क्यूए के लिए सीरियल इनपुट होगा तो यह सीरियल इनपुट इन है जब मोड 0 के बराबर है तो यह 1 हो जाता है तो यह आपका राइट शिफ्ट ऑपरेशन है और उस समय जब मोड 0 के बराबर है मोड 0 के बराबर है आप देख सकते हैं कि यह क्लॉक बेकार है यह क्लॉक काम नहीं करेगी उस समय यह 1 है तो यह क्लॉक है राइट शिफ्ट क्लॉक काम कर रही है तो राइट शिफ्ट क्लॉक काम कर रही है और जब मोड 1 के बराबर है मोड 1 के बराबर है तो यह 0 है तो यह 0 है तो यह राइट शिफ्ट क्लॉक काम नहीं कर रही है तो उस समय यह 1 है इसलिए यह तथाकथित लेफ्ट शिफ्ट या पैरेलल लोड क्लॉक तो अभी हमने केवल पैरेलल लोड देखा है इसके लेफ्ट शिफ्ट के भाग के बारे में चिंता न करें तो यह केवल पैरेलल लोड कर रहा है इस क्लॉक के माध्यम से क्लॉक के ट्रिगर पर अब आइए इस लोकप्रिय आईसी 7495 को देखें कि इसे लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी कैसे उपयोग किया जा सकता है तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल External बाहरी वायरिंग Wiring तारों की आवश्यकता है तो आप देखते हैं कि एक्सटर्नल वायरिंग कैसे की जाती है तो आप इस चीज को देखें यह एक्सटर्नल वायर External Wire बाहरी तार है तो QD QD जुड़ा हुआ है यह तार यहाँ जा रही है यह यहाँ आ रही है और फिर यहाँ पर C के इनपुट के रूप में आ रही है तो C के बजाय तो C आउटपुट पैरेलल लोड है आप जानते हैं कि यह इनपुट है उनका पैरेलल लोड इनपुट C QC था तो QD आउटपुट अब C के इनपुट के रूप में जुड़ा हुआ है बाहर से आप इस तार को जोड़ते हैं इसी तरह QC B के इनपुट से जुड़ा है तो फ्लिप फ्लॉप के लिए पैरेलल लोड इनपुट है तो B तो QB A से जुड़ा है और QA अंतिम आउटपुट के रूप में है तो सीरियल डाटा इन डी के माध्यम से आ जाएगा और सीरियल डाटा आउटपुट क्यूए के माध्यम से होगा तो यह कैसे हो रहा है तो मोड कंट्रोल वाला हिस्सा हम पहले ही देख चुके हैं तो मूल रूप से जब यह 1 है जब यह 1 होता है तो यह फ्लिप फ्लॉप यह AND गेट यह AND गेट यह AND गेट और यह AND गेट तो वे एक्टिव Active सक्रिय हैं और बाकि एंड गेट ये सभी आउटपुट 0 हैं यह सभी आउटपुट 0 हैं क्योंकि यह यहाँ से आ रहा है और यह 1 है तो उस समय यह लेफ्ट शिफ्ट क्लॉक तो यह यहां आ रही है यह 1 है और यह वह क्लॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह 1 है तो यह क्लॉक है और दूसरा मामला यह 0 है तो यह काम नहीं कर रहा है तो यह है इस एंड गेट का आउटपुट हमेशा 0 है तो OR गेट आउटपुट पर इस एंड गेट का आउटपुट होगा तो हम इस क्लॉक पर चर्चा करेंगे तो उस समय यह QD फ्लिप फ्लॉप C में लोड हो रहा है C के माध्यम से QC फ्लिप फ्लॉप B में लोड हो रहा है B के माध्यम से और QB फ्लिप फ्लॉप A में लोड हो रहा है और QA अंतिम आउटपुट के रूप में उपलब्ध है तो यही तरीका है जिससे लेफ्ट शिफ्ट काम करता है तो यह यह उसके अंदर पहले से बना हुआ नहीं है लेकिन यह उस तरीके से काम करता है तो हमें रजिस्टर का अंदाजा हो गया है और आप पैरेलल इन पैरेलल आउट और विभिन्न प्रकारों के शिफ्ट रजिस्टर के बारे में जानते हैं जैसे SIPO PISO और SISO जो हमने आज की कक्षा और पिछली कक्षा में देखा और इनसे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कैसे बनाया जाता है तो पिछले सप्ताह हमने फ्लिप फ्लॉप को एक एकल इकाई के रूप में देखा और इन दो कक्षाओं में हमने उन्हें एक ग्रुप Group समूह के रूप में देखा है जो बाइनरी जानकारी स्टोर Store संग्रहीत करते हैं और हमने देखा है कि इन विभिन्न मामलों में कैसे रीड करना और राइट करना है इसके साथ हम अगली कक्षा में जायेंगे हम शिफ्ट रजिस्टर के ऍप्लिकेशन्स शिफ्ट रजिस्टर के अन्य ऍप्लिकेशन्स देखेंगे